और यह डाटा माइनिंग के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का समावेश है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जोकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो न्यूजीलैंड में विकसित किया गया है तो आपको और जानकारी मिल सकती है वेका और विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीक के बारे में और इनपुट फाइल को कैसे तैयार करें और परिणाम को कैसे समझें तो यह बुक लिखी गई है ईएन विटन के द्वारा लिखी गई है हम वेबसाइट को भी देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए तो इस प्रदर्शन में हम यह बताएंगे कि प्रिडिक्शन मॉडल को कैसे विकसित करें उदाहरण के लिए जो विभिन्न प्रोटीन सेट मैं भेद करने के लिए इस स्थिति में अल्फा हेलीकल और बीटा स्ट्रैंड ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन तो भेद करने के लिए आपको विभिन्न चरणों का अनुसरण करना होगा सबसे पहले हमें डाटा सेट बनाना होगा इस स्थिति में ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन अल्फा हेलीकल और बीटा स्टैंड दोनों के लिए आपको अनुक्रम पाने होंगे और आपने प्रशिक्षण डाटा सेट और टेस्ट डाटा सेट को भी वर्गीकृत किया इस प्रशिक्षण डाटा सेट से हम विभिन्न विशेषताएं निकालेंगे जैसा कि हमने कक्षा में चर्चा किया अमीनो एसिड कंपोजिशन या और विभिन्न विशेषताएं और हमने वेका में मौजूद विभिन्न लर्निंग एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल किया इसमें 50 से ज्यादा एल्गोरिथ्म मौजूद हैं और आप मॉडल को प्रशिक्षित कर सकते हैं फिर एक बार जब आप मॉडल को प्रशिक्षित कर देते हैं तो आपको परिणाम मिलता है और हमें सत्यापन करना होता है फाइबरग्लास सत्यापन के इस्तेमाल से या सैंपल स्प्लिट और फिर आप प्रदर्शन को जांचे तो हम उन व्याख्याओं को देखेंगे कि कैसे डाटा सेट को बनाएं और कैसे विशेषताओं को प्राप्त करें और एल्गोरिथ्म का कैसे सत्यापन करें विभिन्न मूल्यांकन पैरामीटर के आधार पर हम यह प्रक्रिया शुरू करेंगे ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन को PDBTM से डाउनलोड करके आप डाउनलोड फाइल पर जाएं 3 वर्ग कोड सूची अनुक्रम XML हमें अनुक्रम चाहिए विशेषताओं को निकालने के लिए तो अनुक्रम डाउनलोड के अंदर आप पाएंगे नान रिडंडेंट अल्फा अनुक्रम और नान रिडंडेंट बीटा अनुक्रम मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रिडंडेंट को डाउनलोड करें फिर हमें जरूरत पड़ेगी इसे नान रिडंडेंट में बदलने की इस प्रदर्शन में मैं नान रिडंडेंट अल्फा या नान रिडंडेंट बीटा को सुरक्षित रखूंगा विशेषताओं को निकालने के लिए हम एक छोटा और सरल प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे इस अभ्यास में हम कंपोजीशन को एक विशेषता के रूप में गणना करेंगे मगर आप और भी विशेषताओं की गणना कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके प्रॉब्लम के लिए सहायक है प्रोग्राम तीन मुख्य कार्य करता है पहला यह FASTA फाइल को पड़ता है जो कि अनुक्रम फाइल है जिसको हमने डाउनलोड किया था और इसको मेमोरी में बदलता और सुरक्षित रखता है अनुक्रम की तरह तो अनुक्रम को कंपोजीशन में बदल दिया गया है जो कि हमारा विशेषता है और विशेषता को ARFF फाइल में बदला गया है जो कि वेका के लिए इनपुट फाइल है तो कोर्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं FASTA अनुक्रम को पढ़ें दोनों अल्फा बीटा विशेषता की गणना करें और मैं अल्फा और बीटा के लिए लेबल को जोड़ रहा हूं डाटा सेट में फिर मैं डाटा सेट को और अनियमित तरीके से विभाजित करता हूं प्रशिक्षण और टेस्ट में 90 डाटा प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होगा और बचा हुआ 10 टेस्ट डाटा सेट की तरह इस्तेमाल होगा आगे मैं विभाजित प्रशिक्षण और टेस्ट डाटा सेट को इनपुट फाइल ARFF में लिखता हूं वेका में निर्धारित फॉर्मेट format ARFF है तो अब मैं प्रोग्राम निष्पादित करता हूं तो प्रोग्राम निष्पादित हो चुका है अब हम फोल्डर की तरफ जाते हैं यहां आपको 2 फाइल अल्फा बीटा टेस्ट और अल्फा बीटा ट्रेन मिलेगा जो की फाइल अभी लिखा गया है हम उस फाइल को देखते हैं जो कि ARFF फॉर्मेट में है तो पहली लाइन शुरू होती है एट रिलेशन से जोकि कुछ यूनिक नाम देता है ताकि हम फाइल को रेफर कर सके बाद में मैं कंपोजिशन लिख लिखूंगा फिर अटरीब्यूट्स है विशेषताओं का अटरीब्यूट तो ऐलेनिन कंपोजीशन जोकि सॉफ्ट टाइप सांख्यिक है अटरीब्यूट दो तरह का हो सकता है एक सांख्यिक और दूसरा नॉमिनल कटिंगऑरीकल nominal categorical वेरिएबल हो सकता है उदाहरण के लिए आखरी अटरीब्यूट ज्योति क्लास है यह नॉमिनल टाइप है हमारे पास 2 वर्ग हैं अल्फा कमा बीटा जोकि करली ब्रैकेट में दिया गया है और इसके बाद अटरीब्यूट्स की सूची है हमारे पास एक सेक्शन है जोकि कहलाता है डाटा जहां हर एक विशेषता हर एक डाटा पॉइंट के लिए समय देखें 0557 दिया गया है अलग अलग फॉर्मेट में तो मैंने लिखा वह सारे अल्फा हैं जो अल्फा हेलीकल ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन है और कंपोजीशन की गणना की और मैंने सूचीबद्ध तरीके से बीटा ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन को भी लिखा तो मेरा पूरा डाटा सेट जो कि प्रशिक्षण के लिए है सूचीबद्ध तरीके से एक सिंगल फाइल में है जहां हर एक पंक्ति एक प्रोटीन के अनुरूप है तो यह वेका का फॉर्मेट है तो अब जब हमने वेका का इनपुट तैयार कर लिया है तो अब हम वेका की तरफ चलते हैं तो वेका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का संग्रह है तो यह रेपर बनाएगा एक तरह का पैकेज यह हमें सहूलियत देगा एल्गोरिथ्म को आसानी से पहुंच के लिए तो आप वेका को डाउनलोड कर सकते हैं वेका की वेबसाइट से वेका तीन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ज मैक और लाइन ेक्स पर काम करता है और चूंकि वेका जावा में लिखा गया है तो आपको एक जावा वर्किंग एनवायरमेंट की जरूरत होगी वेका के इस्तेमाल के लिए आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं जावा VM को डाउनलोड करके और वेका अब JRE के साथ भी आता है जो कि आप डाउनलोड करके सीधे सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी होती है सिस्टम और वेका के इस्तेमाल में अब मैं वेका को लांच करता हूं तो देखा शुरू हुआ और यहां यह लोगों वेका पंछी का है तो आप देख सकते हैं यह छोटा विंडो जो कि वेका GUI है यहां एक मेनू बार है जिसमें कुछ विकल्प हैं कुछ टूल्स और बाकी चीजों को देखने के लिए यहां पांच मुख्य बटन है मुख्य विंडो पर जोकि जरूरी है वेका के कार्यप्रणाली के लिए पहला वाला एक्सप्लोरर है जो कि हम टुटोरिअल में चर्चा करेंगे अगला वाला एक्सपेरिमेंटर है जो कि इस्तेमाल होता है मिलान करने में मल्टीपल क्लासीफायर एल्गोरिथ्म आपके काम में विभिन्न डाटा सेट के अंदर और नॉलेज flow एक ग्राफिकल इंटरफ़ेस देता है यह करने के लिए वर्क बेंच इन सब का सम्मिश्रण है और GULS WEKA एक्सेस प्वाइंट सामान्य कमांड लाइन इंटरफेस है तो आप वेका एक कार्य क्षमता को देख सकते हैं इस कमांड लाइन में तो हम शुरू करते हैं इस एक्सप्लोरर के साथ तो प्रीप्रोसेस टैब में ओपन फाइल पर क्लिक करें और प्रशिक्षण इनपुट फाइल को ओपन करें अब यह टैब फाइल के डाटा से भर जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां फिल्टर सेक्शन भी है और यहां अटरीब्यूट सेक्शन है यह स्टैटिसटिकल सेक्शन है जो कि अटरीब्यूट की जानकारी को दर्शाता है और यहां और वहां ग्राफ है तो हर एक अटरीब्यूट का चयन कर सकते हैं चेक बॉक्स को चेक करके अगर आप क्लास पर क्लिक करें तो आप यह नीला रंग देख सकते हैं सेंट अल्फा के लिए और बीटा के लिए तो पहले क्लास को नीला रंग दिया गया है या प्रोटीन की काउंट संख्या हर एक क्लास में 547 और 91 है जो कि यहां पर दर्शाया हुआ है और यह उसके अनुरूप वेट है तो इसी तरीके से आपको स्टैटिसटिक्स मिलेगा बाकी सारे वेरिएबल का आपको और भी विस्तृत रूप से अटरीब्यूट्स के बीच में संबंध को देखना पड़ेगा तो आप विजुलाइज की तरफ जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं की हर एक फिचर या अटरीब्यूट यहां सूचीबद्ध है X और Y अक्ष पर और अनुरूप संबंध यहां पर दर्शाया गया है यह बहुत उपयोगी हो सकता है अगर आप अपने डेटा का एनालिसिस कर रहे हो तब उदाहरण के लिए अगर मैं इस प्लॉट पर क्लिक करूं यह प्लॉट X पर ग्लूटामिक एसिड है और Y पर एस्पैरजीन है तो आप संबंधों को देख सकते हैं जैसा कि हम Y अक्ष को देख सकते हैं जो कि लाल और नीला को अलग कर रहा है तो कौन सा वाला अल्फा और बीटा है तो यह एक अच्छा विशेषता हो सकता है ऐसा एनालिसिस किया जा सकता है और भी जटिल समस्याओं के लिए आप डाटा का चयन और एनालाइज कर सकते हैं हम प्रीप्रोसेस के साथ और आगे चलते हैं और मुख्य महत्वपूर्ण प्रीप्रोसेस टैब का भाग है फिल्टर आप फिल्टरस को जोड़ सकते हैं यहां वेका में बहुत से विभिन्न फिल्टर उपलब्ध हैं आप स्वतंत्र रूप से इसका अन्वेषण करें यहां सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी है सुपरवाइज्ड कैटेगरी में और दो कैटेगरी है अटरीब्यूट और अटरीब्यूट के लिए यह फिल्टर अटरीब्यूट को संशोधित कर देगा जोकि अटरीब्यूट सूची में सूचीबद्ध है जबकि इंस्टेंस असल इनपुट डाटा को संशोधित या बदलता है तो अगर आप अपने डाटा को संपादित करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे एडिट पर जाएं और आप संशोधन या बदलाव करके आप डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं मगर ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि यह मूल फाइल में बदलाव कर देगा एक बार आप संशोधन का काम खत्म कर ले या एक बार आप डाटा को लोड करने का काम खत्म कर ले फिर आप वर्गीकरण के लिए जाएं यहां हम इस टैब में असल में मॉडल को प्रशिक्षण देंगे तो यहां पर तीन अलग अलग सेक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं क्लासीफायर टेक्स्ट विकल्प जोकि सत्यापन भाग है और एक क्लासीफायर आउटपुट है जहां पर आप आउटपुट को देख सकते हैं तो शून्य R फायर की सूची मिलेगी उदाहरण के लिए बेस फोल्डर के अंदर आपको औडिफ़ॉल्ट रूप से क्लासीफायर होता है जो कि यहां पर प्रदर्शित है तो शून्य R क्यों तो हम इस पर बाद में आएंगे अगर आप शूज पर क्लिक करें तो आपको क्लासीbased र भी ज्यादा क्लासीफायर मिलेंगे यह असल एल्गोरिथ्म है जो कि आप वेका में बेसमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल के प्रशिक्षण के लिए समान बहस को एक समूह में एक फोल्डर के अंदर रखा गया है बेस फिर इसके बाद एल्गोरिथ्म यह प्रदर्शित हैं बेस फोल्डर में और ट्री बेस्ड एल्गोरिथ्म प्रदर्शित हैं ट्री फोल्डर में और डिसीजन रूल बेस्ड एल्गोरिथ्म प्रदर्शित हैं रूल्स फोल्डर में और एक और अलग कैटेगरी है जिसे मिटा कहते हैं बीटा एल्गोरिथ्म या एक तरह का क्लासीफायर जो कि दूसरे क्लासीफायर पर निर्भर है तो यह संशोधित क्लासीफायर मेटा क्लासीफायर है तो यह सूचीबद्ध है एक अलग कैटेगरी के अंदर और मेटा दो आप इसके बारे में और सीख सकते हैं अरे क्लासफाइड के बारे में उनको ढूंढ कर आप यहां देख सकते हैं कि वेइस नेट चायनीत है और सारे पैरामीटर यहां सूचीबद्ध हैं आप यहां पर जब क्लिक करते हैं तो आपको एक टैब खुलता मिलेगा यहां आप पैरामीटर में संशोधन कर सकते हैं अगर आप यह समझना चाहिए कि यह पैरामीटर का क्या मतलब है तो आप मोर पर क्लिक करें आपको और जानकारी मिल जाएगा हर एक मेथड और पैरामीटर प्रदर्शित होता है कुछ अंतर के साथ और आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी मेथड को इस्तेमाल करने से पहले उसे समझ ले और आप कैपेबिलिटीज को देख सकते हैं कि वह क्या करने के लिए डिजाइन किए गए हैं उदाहरण के लिए यह बायनरी क्लासीफायर है यह रिग्रेशन नहीं करता यह सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है दो एक बार आप अपने क्लासीफायर एल्गोरिथ्म का चयन कर लेते हैं इसके बाद आप चयन करते हैं सत्यापन के तरीके का यहां सत्यापन के चार अलग अलग तरीके सूचीबद्ध हैं फिर आप प्रशिक्षण सेट का इस्तेमाल करें जहां आप अपने मॉडल को प्रशिक्षण दे सकते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट के इस्तेमाल से और फिर इसके प्रदर्शन को जांच सकते हैं प्रशिक्षण तत्पर यह सत्यापन प्रक्रिया के लिए सहायक नहीं भी हो सकता है और दूसरा सप्लाइड टेस्ट सेट है जहां आप एक ब्लाइंड टेस्ट सेट देते हैं या स्वतंत्र टेस्ट सेट से सत्यापन के लिए और तीसरा का सत्यापन है जो कि मैं आपको बताऊंगा और 14 वाला प्रतिशत स्प्लिट है प्रतिशत स्प्लिट में उदाहरण के लिए 70 प्रतिशत डाटा प्रशिक्षण देता है और बाकी बचा 30 प्रतिशत डाटा को टेस्टग या सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मैं प्रोग्राम को चलाता हूं डिफॉल्ट वेका के साथ जो कि आखरी अटरीब्यूट को क्लास की तरह चयन किया गया है तो अगर आपका क्लास वेरिएबल आखरी नहीं है तो आपको इसको स्वयं रूप से बदलना होगा आप क्लास का चयन करें और पर क्लिक करें अब मॉडल बनता है जैसा कि वेका मैं मॉडल को प्रशिक्षण मिला है और इसका परिणाम यहां सूचीबद्ध है यहां हर एक क्लास का एक अलग एल्गोरिथ्म होगा तो यह अलग जानकारी प्रदर्शित करेंगे मगर इन सब का सारांश एक होगा जोकि वेका इंटरफ़ेस द्वारा बनाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं सही वर्गीकृत इंस्टेंस 185 है जोकि संपूर्ण डेटा का 30 प्रतिशत है जो कि हमने टेस्ट सेट की तरह इस्तेमाल किया था और सही क्लासफाइड का प्रतिशत 9685 है जोकि कुछ नहीं है लेकिन एक्यूरेसी और गलत क्लासफाइड 6 है इसी तरीके से आप दूसरी जानकारियां भी देख सकते हैं जैसे कि TP रेट जोकि सेंसटिविटी और FP रेट प्रेसीजन है आप याद करें MCC और ROC को बाकी जानकारी यहां सूचीबद्ध है दोनों अल्फा और बीटा के लिए अगर आप अल्फा को पॉजिटिव लेते हैं तो अल्फा का TP रेट सेंसटिविटी होगा और बेटा का TP रेट सेंसटिविटी होगा और कुल औसत रेट फिर से एक्यूरेसी होगा और नीचे आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जहां इसे पढ़ा जा सकता है अल्फा ज्योति अल्फा के समान क्लासफाइड है a क्लासफाइड है ए में और यह TP है जैसा कि आपने क्लास में सीखा तो आप सेंसटिविटी की भी करना कर सकते हैं और बाकी पैरामीटर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है क्योंकि परसेंटज स्प्लिट आप के डाटा को नियमित रूप से 70 और 30 में विभाजित कर देता है तो रेंडम सीड पैरामीटर को बदलकर आपको अलग अलग परिणाम मिलते हैं उदाहरण के लिए अगर मैं एल्गोरिथ्म को फिर से चलाओ तो आपको पता चलेगा कि परिणाम में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि वेका रेंडम स्पीड में बदलाव नहीं करता लेकिन अगर आप अलग परिणाम चाह तो ऑप्शन की ओर जाएं यहां आपको दिखेगा फील्ड रेंडम सीड और इसे आप बदल दें तो अगर मैं इसे दोबारा चलाओ तो आपको परिणाम में बदलाव दिखेगा यह इसलिए क्योंकि अभी एक अलग 70 और 30 प्रतिशत डाटा लिया गया है प्रशिक्षण और टेस्ट के लिए तो हर एक बार जब रेंडम वेरिएबल में बदलाव होता है तो डाटा सेट के विभिन्न सेक्शन को ट्रेनिंग और टेस्ट की तरह लिया जाता है फिर मीन और वेरियस को हर मैं पैरामीटर के लिए प्राप्त करें सत्यापन के लिए और तरीके हैं क्रॉस सत्यापन उदाहरण के लिए टेनफोल्ड क्रॉस सत्यापन मैं डाटा को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 9 का इस्तेमाल प्रशिक्षण और बचा हुआ एक का इस्तेमाल फर्स्ट इटरेशन टेस्ट के लिए करते हैं और इसे 10 बार दोहराया जाता है तो हर डाटा के लिए 10 इटरेशन इस्तेमाल होता है प्रशिक्षण और टेस्ट दोनों के लिए क्रॉस सत्यापन एक बेहतर तरीका है अगर आपके पास सीमित डाटा है जिसे आपको सत्यापन करना है प्रतिशत स्प्लिट बेहतर है अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है और आप कुछ डांटा को नुकसान सह सकते हैं टेस्टग के लिए क्योंकि वह जानकारियां आपके मॉडल के लिए उपलब्ध नहीं होंगी दो मैं क्रॉस सत्यापन का इस्तेमाल किया और अपना परिणाम चलाया आप देख सकते हैं कि मुझे 97 प्रतिशत एक्यूरेसी मिली है जोकि काफी अच्छा है आप दूसरे तरीके के साथ भी कोशिश कर सकते हैं दूसरे क्लासीफायर डाटा माइनिंग एक तरह का एक्स्पोनेंशियल साइंस है मैं मेटा क्लासीफायर का चयन करता हूं यहां चार प्रकार के मेटा क्लासीफायर हैं एक जोकि बैगिंग बूस्टिंग स्टैकिंग और चौथा रेंडमइजेशन क्लासीफायर है तो स्टैकिंग दो एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करता है और इसे एक के बाद एक स्टैक करता है 21 के आउटपुट से दूसरे का इनपुट आता है तो चलिए बैगिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि यह मेटा क्लासीफायर है यह दूसरे क्लासीफायर पर आधारित है तो प्रॉपर्टीज के अंदर दूसरे क्लासीफायर का चयन करें तो आप की सूची से मैं J 48 का इस्तेमाल करता हूं यह एक डिसीजन बेस्ड क्लासीफायर है यह एक तरह का ट्री क्लासीफायर है मैं इसे चलाता हूं मॉडल के प्रशिक्षण के लिए और यहां पर परिणाम है हमारी स्थिति में हमने 20 का इस्तेमाल किया सारे 20 अमीनो एसिड कंपोजीशन को अटरीब्यूट की तरह जो कि बहुत ज्यादा है आप अटरीब्यूट की संख्या को कम कर सकते हैं क्योंकि हर अटरीब्यूट आपके मॉडल के प्रदर्शन में सहयोग देते हैं हम अटरीब्यूट को चयन कर सकते हैं आप अटरीब्यूट इवेलुएटर को देख सकते हैं और आप सर्च मेथड में देख सकते हैं जोकि वह सर्च एल्गोरिथ्म है जिसका इस्तेमाल होना है और सत्यापन का तरीका भी अब मैं किसी एक इवेलुएटर का चयन करूंगा मैं एक क्लासीफायर अटरीब्यूट इवेलुएटर का चयन करने जा रहा हूं और सर्च मेथड रैंकर की तरह चयनित है मैं संपूर्ण प्रशिक्षण सेट इस्तेमाल करने वाला हूं क्लासीफायर अटरीब्यूट इवेलुएटर के अंतर्गत मैं क्लासीफायर को बदल लूंगा अब रैंकर रैंकर में अटरीब्यूट होता है प्रदर्शन की महत्व के आधार पर आप अटरीब्यूट्स को कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं मैं कुछ अटरीब्यूट्स को हटाता हूं उधर के लिए मैं 16 को कम करने जा रहा हूं और मैं फिर से मॉडल को चलाता हूं तो आप फीचर सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मैं शून्य R का चयन करता हूं यह वेका में डिफॉल्ट क्लासीफायर है क्योंकि शून्य R काम करता है हर एक डाटा प्वाइंट को क्लास के समान प्रिडिक्ट करके जोकि हमारे डाटा सेट में बार बार उपलब्ध है उदाहरण के लिए हमारे डाटा सेट में अल्फा 500 बार और 47 बार आता है जोकि बीटा से ज्यादा है तो शून्य R यह करता है और सबको अल्फा की तरह प्रेरित करता है जैसा कि हम देख सकते हैं सेंसटिविटी 1 है और एक्यूरेसी 08 07 है तो आपको याद होना चाहिए कि यह बेसलाइन है आपके प्रदर्शन के लिए और दूसरे तरीकों के मूल्यांकन के लिए सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर इस बार मैं क्रॉस सत्यापन को इस्तेमाल करने जा रहा हूं और यहां मैं बहुत से अटरीब्यूट्स देख सकता हूं जो कि प्रदर्शन में सहयोग नहीं देते हैं ऐलेनिन ग्लूटामिक एसिड हिस्टाडिन इत्यादि अब मैं इसे हटाने जा रहा हूं मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे एक एक करके हटाए क्योंकि हालांकि यह अटरीब्यूट प्रदर्शन पर सहयोग नहीं देता मगर अप्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है तो अटरीब्यूट्स को हटाए एक एक करके और एक बार प्रदर्शन को जाते हैं फिर आप अटरीब्यूट चयन और उचित सत्यापन कर ले तो फिर मॉडल की जांच करें ब्लाइंड डाटा के साथ समय देखें 2636 मॉडल का प्रदर्शन टेस्ट के साथ और यहां यह सूचीबद्ध है कि सेंसटिविटी एक्यूरेसी 98 है अगर आप विशिष्ट प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो आप मोर विकल्प की तरफ जाएं प्रेडिक्शन के अंदर आप चयन करें प्लेन टेक्स्ट अरे एक डाटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्टेड आउटपुट यहां पर सूचीबद्ध है उदाहरण के लिए पहला डेटा पॉइंट में एक्चुअल क्लास अल्फा है अल्फा के लिए इंडेक्स 1 है मगर बीटा के लिए प्रिडिक्टेड इंडेक्स 2 है ऐरर की स्थिति में यहां प्लस का चिन्ह होगा इस कॉलम में और प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी यहां प्रदर्शित होगी हर एक देता पॉइंट के लिए परिणाम यहां पर प्रदर्शित है सभी क्लासीफायर के समूह के प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी जैसे कि बेयस नेट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथ्म में गणना किया जाता है जबकि इसके लिए गणना परिणामों से किया गया है तो हर एक क्लासीफायर के बीच में अंतर को समझें और वेका को व्यापक रूप से इस्तेमाल करें आप अपने मॉडल को सुरक्षित रख सकते हैं सेव मॉडल पर क्लिक करके जो कि बाद में नए प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है धन्यवाद